हमने अभी morphology में दो नई चीजें सीखी पहली है Infixationजो दुनिया की कई languagesभाषाओं में विस्तारित रूप में उपलब्ध नहीं है और दूसरी है Bound Base जिन लोगों ने Linguistics भाषा विज्ञान का पहले भी अध्ययन किया है वे इस बारे में जानते होंगे और अगर आप एक newcomer है और Linguistics में आप पहली बार register हुए हैं तो जाहिर है यह दोनों concepts आपके लिए नए हैं आइए इस नए concept को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि Morphology आकृति विज्ञान में उपलब्ध और नए concepts क्या है अब हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जिसे Neologism कहते हैं Neologism में नए शब्द create किए जाते हैं और आप शब्दों के अर्थ को बदल भी सकते हैं तो दो बातें हैं आप language में नए शब्दों को जोड़ रहे हैं और मौजूदा शब्दों के अर्थ को बदल भी रहे हैं दोनों तरह की प्रोसेस को Neologism कहते हैं अगर आप अपनी Language भाषा में इस बारे में विचार करते हैं तो आप पाएंगे कि नए शब्द भी आपकी भाषा का हिस्सा रहे हैं जहां पुराने शब्द delete मिटाए किए गए हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ broadened विस्तारित हुए हैं या narrowed परीसीमित हो गए हैं यही Neologism है आप में से कितने लोगों ने नए दौर का शब्द Lit सुना है मैं इस शब्द को Light word का Past Tense मानती हूं लेकिन नई पीढ़ी के Users इसे Great Wonderful या Fantastic के अर्थ में समझते हैं यह कोई अंग्रेजी शब्दकोश से आया हुआ नया शब्द नहीं है बल्कि एक मौजूदा शब्द है Light के Past Tense को Lit कहां जाता था लेकिन आज के दौर में Lit केवल Light का Past Tense नहीं है बल्कि इसे विस्तारित करके इसमें अन्य अर्थों को भी जोड़ा गया है जैसे कि उदाहरण मैं मैंने बताया कि Great Wondeful Fantastic जैसे अर्थ इस में जोड़े गए हैं अब कुछ ऐसे Phenomenon विषयों की चर्चा करते हैं जो हमेशा से ही Neologism का हिस्सा रहे हैं जब मैं Neologism शब्द कहती हूं तो हम सोचने लगते हैं कि वह कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा नए शब्द create किए जा रहे हैं या मौजूदा शब्द उनके अर्थ को बदल देते हैं आइए हम शुरु करते हैं Coined Words से कुछ ऐसे शब्द है जिन्हें Coin किया गया है जिन्हें नए रूप में Frame या Formulate किया गया है ऐसा ही एक शब्द है Geek आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आपको Geekशब्द का अर्थ पता है और जब आप इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप क्या interpretकरते हैं यदि आप dictionary में Geek शब्द का अर्थ देखेंगे तो पाएंगे Geek का अर्थ वह व्यक्ति है जो सिर्फ पढ़ता है जिसे केवलAcademic Stuff पढ़ने में रुचि है वह लोगों के साथ मेलजोल करना पसंद नहीं करता और दोस्तों के साथ भी मिलना पसंद नहीं करता हर समय बस पढ़ता रहता है और मुख्य रूप से geeky प्रकार के लोग Academia यानी पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं और उन्हें Brilliant माना जाता है तो इस तरह के शब्द हाल ही में shabdkosh में जोड़े गए हैं यह एक ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी शब्दकोश का हिस्सा नहीं था मैं मानती हूं कि यह एक नया शब्द है जो 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजी शब्दकोश में जोड़ा गया तो Geek एक Coined Word है जिसका अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो कम आकर्षक हो केवल अपनी पढ़ाई लिखाई और पुस्तकों में खोया रहता है जो समाज में और दोस्तों में कम घुलता मिलता है तो इस तरह के शब्द हाल ही में शब्दकोश में जोड़े गए हैं एक और तरीका है जिससे नए शब्द बनते हैं जिसे Acronymization संक्षिप्तीकरण कहते हैं यह भी Neologism का एक भाग है जिससे हम Acronyms create करते हैं Acronyms जिस प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं उसे Acronymization कहा जाता है जब आप Acronymization कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुख्य रूप से प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर ले रहे हैं और आप इसे एक Unit के रूप में तैयार कर रहे हैं मैं आपको एक उदाहरण देती हूं जैसे कि LAN जो Local Area Network का shortform है जब आप Local Area Network कहते हैं तो L A N कहने के बजाय हम इस LAN कहते हैं ऐसा ही एक शब्द है WAN यानी Wide Area Network इसी तरह एक और शब्द है AIIMS ऐम्स ऐम्स मेडिकल इंस्टिट्यूट है और इस का Full form पूर्ण रूप क्या है All India Institute of Medical Sciences यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इस तरह के सभी शब्दों को जैसे कि AIIMS ऐम्स LAN लैन WAN वैन या Brexitब्रेक्जिट जैसे शब्दों को acronymisation एक्रोनीमेरा फोनमाईसेशन संक्षिप्त रूप कहां जाता है क्योंकिहम प्रत्येक शब्द से पहला अक्षर capital मैं उठा रहे हैं इसलिए Local कहने के बजाय हम Lकहते हैं Area को हम A कहते हैं और Network के लिए N को लेते हैं हम यहां क्या कर रहे हैं हम इसे स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ते जैसे कि L A Nबल्कि इसे एक यूनिट के रूप में पढ़ते हैं जैसे किLAN लैन और LAN को Whole Unit मानते हैं और इसे Acronym माना जाएगा लेकिन इसे एक Unit के रूप में पढ़ने के बजाय यदि letter by letter के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो यह Alphabetic Abbreviation होगा तो इसके लिए next slide check करें अगली category है Alphabetic Abbreviation Alphabetic Abbreviation का अर्थ है कि आप दिए गए प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हैं उदाहरण के तौर पर HTML HTMLक्या है HyperText Markup Language यह कंप्यूटर से संबंधित शब्द है इसलिए पूरे HyperText Markup Language को पढ़ने के बजाय हम बस HTML कहते हैं लेकिन हम HTML को एक whole unit के रूप में नहीं पढते हैं बल्कि प्रत्येक अक्षर H T M L का उच्चारण करते हैं इसलिए इसे Alphabetic Abbreviation कहते हैं दूसरी ओर Local Area Network को LAN के रूप में पढ़ा जाता है LAN एक Acronym है लेकिन दोनों मामलों में नए शब्दों को याद रखें चाहे वह Acronymization या Abbreviation हो नए शब्दों को shortening करके अंग्रेजी के शब्दकोष का हिस्सा बनाया गया है पहला shortening Acronymization है जहां आप word को एक unit के रूप में पढ़ रहे हैं दूसरा भी shortening है लेकिन आप इसे एक यूनिट के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि आप इसे अलग अलग अक्षरों के रूप में पढ़ रहे हैं तो यह HTML होगा अगली Methodहै Clippings जिसके द्वारा भी हम नए words बनाते हैं जब आप Clippings कहते हैंतो आप क्या कर रहे हैं आप मूल रूप से इसे cutकरने की कोशिश कर रहे हैंअगर आप किसी बड़े शब्द का केवल एक हिस्सा ले रहे हैं तो इसे Clipping कहते हैं जैसे कि शब्द DOCTOR को पूरा पूरा लिखने के बजाय हम सिर्फ Dr लिखते हैं तो हम Clipping का उपयोग करते हैं इसी तरह Professor शब्द को Clippingकरके Prof लिखा जाता है अंग्रेजी के साथ साथ इसी तरह आप अपनी भाषा में भी Clipping के उदाहरणों के बारे में सोचें अभी हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय के बारे में बात करेंगे जिसे Blending या Blends कहते हैं Blending भी एक process है Blending का अर्थ चीजों को आपस में मिलाना होता है हम सभी अपने घरों में Blenders ब्लेंडर्स का उपयोग करते हैं जब हम एक साथ कई चीजों को मिश्रित करके रखते हैं तो इसे ब्लेंडिंग कहते हैं Morphology मोरफ़ोलॉजी में भी ऐसा ही होता है किसी एक शब्द का आधा हिस्सा लेकर किसी दूसरे शब्द का आधा हिस्सा लेते हुए नया शब्द बनाते हैं उदाहरण है Infotainment इन्फोटेनमेंट जिसका अर्थ है कि अगर हमारे पास घर पर Smart TV और TV Channels है तो हम कहेंगे हमारे पास इन्फोटेनमेंट चैनल है Infotainment इन्फोटेनमेंट एक ऐसा शब्द है जो Information के साथ साथ Entertainment भी देता है Information का एक हिस्सा लिया जाता है Info फिर बाकी हिस्सा tainment Entertainment से लिया जाता है इसलिए Information और Entertainment दोनों का मिला जुला रूप blend ya blended wordInfotainment बनता है तो यह भी एक नया तरीका है जिसके द्वारा हम नए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में जोड़ सकते हैं इसी तरह हम किसी भी भाषा में शब्दों को जोड़ सकते हैं Neologism का एक और interesting phenomenonफिनोमिना है Generified words Generified words का सबसे अच्छा उदाहरण है Xerox मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग वास्तव में कहते हैं कि मैं अपने दस्तावेजों की फोटो कॉपी करने जा रहा हूं ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं अपने documents ज़ेरॉक्स करने जा रहा हूं लेकिन क्या आप जानते हैं कि Xerox एक Photocopier machine का Brand Name है जो एक generified term बन गया है यह ब्रांड इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों ने इसे फोटोकॉपी से जोड़ दिया यह फोटोकॉपी का पर्याय बन गया है इसलिए यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने दस्तावेज की फोटो कॉपी करना चाहता हूं तो इसके बजाय आप बस कह सकते हैं कि मैं अपने दस्तावेज को Xerox जेरॉक्स करना चाहता हूं तो Xerox एक generified word बन गया है Neologism का एक और phenomenon है Proper nouns Proper nouns मैं कभी कभी एक विशेष चीज होती है जिसे किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रखा जाता हैवह सामान्य रूप में प्रयुक्त होता है वह सामान्य संज्ञा के रूप मेंप्रयोग किया जाता है यहां दिया गया उदाहरण Guillotine गिलोटिन है Guillotine एक मशीन है जिसका इस्तेमाल फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी शाही परिवार को फांसी देने के लिए किया गया था Guillotine का आविष्कार Dr Guillotine ने किया था Dr Guillotine इस मशीन के आविष्कारक हैं हालांकि इस विशेष execution machine एग्जीक्यूशन मशीन अर्थात मौत की सजा देने वाली मशीन को इसके आविष्कारक के नाम पर रखा गया है लोगों ने इसे एक नाम देने या इसे execution machine कहने के बजाय इसे गिलोटिन कहना शुरू कर दिया गिलोटिन का नाम उसके आविष्कारक के नाम पर रखा गया है लेकिन यहां अंग्रेजी शब्दकोश में एक नया शब्द बनकर जुड़ गया तो एक Proper Noun एक Common Noun में परिवर्तित हो गया Language भाषा dynamic डायनेमिक अर्थात परिवर्तनआत्मक होती है और दिलचस्प भी हम अन्य Languages भाषाओं से बहुत कुछ उधार ले सकते हैं directly या indirectly हम ऐसा कर सकते हैं Direct borrowing डायरेक्ट बौरोइंग में आप केवल दूसरी भाषा से शब्द लेकर ज्यों का त्यों ही प्रयोग करते हैं उदाहरण के लिए Kindergarten बालवाड़ी Kindergarten एक जर्मन शब्द है इसका अर्थ है primary school pre primary school nursery schools भी आप कह सकते हैं अंग्रेजों ने इसे जर्मन शब्दकोश से लिया है लेकिन उन्होंने इसे बदलने की कोशिश नहीं की और उसी रूप में प्रयोग करते हैं इसलिए kindergarten किंडर गार्डन अंग्रेजी शब्द नहीं है लेकिन धीरे धीरे यहां अंग्रेजी शब्दकोश का हिस्सा बन गया इसे Direct Borrowing कहते हैं इसी तरह Indirect Borrowing इनडायरेक्ट बौरोइंग का भी concept कांसेप्ट है Indirect Borrowing मैं Alchohol शब्द का उदाहरण लेते हैं Alchohol अल्कोहल का शाब्दिक अर्थ है फायर वॉटर पानी जिसमें आग है उसे शराब कहते हैं यह एक अमेरिकी मूल शब्द है इसी तरह Railroad रेल रोड भी एक अमेरिकी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है Iron Horse लोहे का घोड़ा और यह भी धीरे धीरे अंग्रेजी शब्दकोश का हिस्सा बन गया ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों के शब्दकोश अलग अलग हैं इसलिए एल्कोहल का अर्थ फायर वॉटर और रेलरोड का अर्थ लोहे का घोड़ा हैयह दोनों Indirect Borrowing इनडायरेक्ट बौरोइंग के उदाहरण हैं Britishers English लोगों ने याने अंग्रेजों ने दूसरी भाषाओं के शब्दों का सीधा इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि उन शब्दों को Borrow उधार लिया किया है ज्यों का त्यों प्रयोग करने के बजाय उन्होंने इन शब्दों को अपने फायदे के लिए बदलने की कोशिश की है यह कुछ तरीके हैं जिन से नए शब्द Create क्रिएट किए जाते हैं मगर इसका अर्थ यह नहीं किन्ही तरीकों से नए शब्दों को create क्रिएट किया जाए यह केवल कुछprocesses प्रोसेसेस हैं कुछ ऐसे words हैं जिन्हें आप Neologism संपूर्ण रूप से समझने के लिए पढ़ें Neologism को समझने के लिए हमने जिन विषयों पर चर्चा की आइए उन पर एक नजर डालते हैं Neologism एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्दों को किसी भाषा के Lexicon लैक्सिकन अर्थात शब्दकोश में जोड़ा जा सकता है या पहले से मौजूद शब्दों के अर्थों को बदला भी जा सकता है तो 2 तरीके होते हैं एक आप शब्द जोड़ सकते हैं दूसरा आप उपलब्ध शब्दों के अर्थ बदल भी सकते हैं मैं मुख्य रूप से यहां नए शब्दों को शामिल करने के बारे में बात करने जा रही हूं आइए जानते हैं विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जिनके द्वारा नए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में जोड़ा जाता है जैसे कि Coining कॉइनिंग Acronymising एक्रोनिमाइजिंग अर्थात संकलित करके abbreviating एब्रिविएटिंग Clipping क्लिपिंग द्वारा Blending ब्लेंडिंग द्वारा Generifying जेनरीफाइंग द्वारा Proper Nouns बनाकर Proper Noun वाले शब्दों को Common Noun के रूप में प्रयोग करें Direct Borrowing द्वारा और InDirect Borrowing द्वारा इनके उदाहरणों पर भी हमने चर्चा की मेरा सुझाव है कि सभी Participants पार्टिसिपेंट्स अर्थात प्रतिभागी इन processes प्रोसेसेस अर्थात प्रक्रियाओं को सही तरीके से समझ कर ज्यादा से ज्यादा शब्दों को English Words इंग्लिश वर्ड्स में add करें और इन्हें अपनी प्रथम भाषा में भी extend एक्सटेंड अर्थात विस्तारित करने का प्रयास करें क्या आपको लगता है कि जिन सभी प्रक्रियाओं की मैंने यहां चर्चा की वे आप की प्रथम भाषा में भी उपलब्ध है आप इस बारे में क्या सोचते हैं क्या आपको लगता है कि हमारी भाषाएं भी इसी तरह काम करती हैं क्या इसी तरह हम भी शब्दों को जोड़ते हैं या इसी तरह हम अपनी भाषा में भी अपने शब्दों के अर्थ बदलते हैं इसके बारे में सोचिए और फिर आपको Neologism नियॉलजिस्म की processes प्रक्रियाओं के आधार पर असाइनमेंट दिए जाएंगे अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरह शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं पिछली चर्चा मुख्य रूप से थी कि नए शब्द कैसे create क्रिएट किए जाते हैं और अब हम बात करेंगे कि शब्दों के अर्थ कैसे बदल जाते हैं परिवर्तन विभिन्न levels लेवल पर हो सकता है परिवर्तन grammatical ग्रामआर्टिकल अर्थात व्याकरण के स्तर पर भी हो सकता है यह vocabulary level वोकैबलरी लेवल अर्थात शब्दावली के स्तर पर भी हो सकता है और मैं semantic broadening सेमांटिक ब्रॉडेनिंग तथा Narrowing नारोइंग के बारे में भी बात कर रही थी Semantic drift सेमांटिक ड्रिफ्ट औरreversal रिवर्सल भी होता है यह विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा मौजूदा शब्दों के अर्थ बदल जाते है आइए मैं इन सब के बारे में एक एक करके बताती हूं सबसे पहला change चेंज याने बदलाव Grammatical Category ग्रामेटिकल कैटेगरी मैं होता है उदाहरण में एक शब्द लेते हैं Ponytail पोनीटेल इस पर गौर करें अक्सर इसका प्रयोग Noun नाउन याने संज्ञा के रूप में किया जाता है PonyTail छोटी लड़कियों की hairstyle हेयर स्टाइल होती है लेकिन यहां नोट करें कि इस शब्द को Verb क्रिया के रूप में किया गया है अगर मैं एक वाक्य प्रयोग करती हूं I wanted to ponytail her hair आई वांटेड टू पोनीटेल हर हेयर तो यह एक infinitival इंफिनिटीवल form है यहां 'to' का प्रयोग infinitive form इंफिनिटिव फॉर्म में है जिसे एक Verb क्रिया की तरह माना जाता है इसी वाक्य का दूसरा प्रयोग है I ponytailed her hair आई पोनीटेलड हर हेयर इस तरह के वाक्य प्रयोग भी होते हैं जहां Noun संज्ञा को Verb क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है शब्दों के इस तरह के प्रयोग में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं अब हम Vocabulary वोकैबलरी के domain extension डोमेन एक्सटेंशन की चर्चा करते हैं Vocabulary जो पहले एक domain डोमेंन का हिस्सा हुआ करती थी अब यहां दूसरे डोमेन का हिस्सा बन गई है इसके लिए हम 2 शब्दों का प्रयोग देखेंगे Ship शिप और Captain कैप्टन पहले Ship और Captain केवल सीमित डोमेन से संबंधित होते थे एक समय था जब Captain शब्द का अर्थ केवल Ship के संदर्भ में प्रयुक्त होता था याने Captain शब्द Ship डोमेन से संबंधित था एक Captain केवल एक Ship शब्द से ही संबंधित होता था पहले के समय में आप Team टीम का कैप्टन नहीं कह सकते थे इस तरह का वाक्य प्रयोग नहीं होता था लेकिन अब एक टीम में एक कैप्टन भी होता है एक Flight फ्लाइट में भी एक कैप्टन होता है एक Ship मैं भी एक कैप्टन होता है कभी कभी हम यह भी कह सकते हैं कि मेरे पिता हमारे परिवार के कैप्टन हैं तो यह एक रूपक विस्तार है जिसे metaphorical extension मेटाफोरिकल एक्सटेंशन कहते हैं Captain शब्द ने एक Vocabulary के रूप में अपने domain डोमेन को extend एक्सटेंड कर दिया है किसी Vocabulary वोकैबलरी में डोमेन का extension एक्सटेंशन एक शब्द के अर्थ को बदल देता है इसलिए अब Ship और Captain words केवल एक दूसरे के लिए प्रयुक्त नहीं होते बल्कि आजकल Captain शब्द का उपयोग कई आयामों में किया जाता है House Captain हाउस कैप्टन भी एक जाना माना शब्द है जिसका आजकल प्रयोग देखने मिलता है तीसरा प्रयोग है Broadening ब्रॉडेनिंग आज के दौर में शब्दों के अर्थ काफी wide वाइड विस्तारित हो गए हैं आजकल एक ही शब्द के कई submeanings सबमीनिंग अर्थ होते हैं जैसे कि Cool कूल शब्द Cool एक ऐसा शब्द है जो लगभग नई पीढ़ी के वक्ताओं के बीच एक pet शब्द की तरह है उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है जैसे कि जो कुछ उन्हें दिलचस्प आसान अद्भुत लगता है वे Cool शब्द का उपयोग करते हैं जैसे कि यह dress ड्रेस कूल है यह Subject सब्जेक्ट कूल है उम्मीद है आपको भी यह Subject cool लगता है विषय अच्छा लगता है हो सकता है कि हमारे प्रतिभागी भी आगे कहे कि यह जगह Cool है हमारा Classroom भी Cool है तो Cool शब्द अब केवल Temperature टेंपरेचर से संबंधित नहीं रह गया है पुराने समय में Cool केवल Temperature से संबंधित जानकारी देता था जैसे कि अगर Temperature थोड़ा कम है तो हम इसे Cool कहते थे लेकिन अब Cool शब्द के अर्थ में कई चीजें शामिल हो गई हैं जैसे कि हमने उदाहरणों में देखा कि कैसे किसी क्लासरूम के संदर्भ में किसी कोर्स के संदर्भ में किसी ड्रेस बिल्डिंग आदि सभी संदर्भ में Cool शब्द का अर्थ extend एक्सटेंड हुआ है अब दूसरा उदाहरण देखते हैं जो Cool शब्द से बिल्कुल विपरीत है Cool शब्द एक छोटे डोमेन से Broader ब्रॉडर डोमेन में Shift शिफ्ट हुआ है लेकिन एक शब्द है Narrowing नारोइंग जिसका अर्थ Quite wide वाइड बहुत विस्तृत हुआ करता था लेकिन अब इसका अर्थ है narrow नारो संकीर्ण ऐसा ही एक और उदाहरण है पहले Girl शब्द में सभी महिलाएं शामिल थी जो कोई भी Female फीमेल है उन्हें Girl माना जाता था लेकिन अब Girl शब्द का प्रयोग केवल छोटी लड़कियों के लिए ही होता है अब हम इसका प्रयोग किसी Senior Citizen सीनियर सिटीजन महिला के लिए नहीं करते हैं लेकिन एक समय था जब Girl शब्द किसी भी महिला को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता था लेकिन अब लड़की के अर्थ को Narrow संकुचित कर दियागया है और केवल छोटी बच्चियों को ही Girls कहां जाता है Art शब्द के मामले में भी ऐसा ही है Art मे सभी प्रकार के विषयों को शामिल किया जाता था विज्ञान भी एक Art था गणित भी एक Art था लेकिन अब Art का अपना limited semantic interpretation लिमिटेड सीमेंटेक इंटरप्रिटेशन सीमित अर्थ व्याख्या है इसमें अब Science विषय को शामिल नहीं किया जाता है इसलिए अब Arts शब्द केवल Arts के अर्थ तक सीमित हो गया है अगली प्रोसेस है Semantic Drift सेमांटिक ड्रिफ्ट Semantic Drift का अर्थ है किसी विशेष शब्द का अर्थ किसी अन्य डोमेन में drift या shift ड्रिफ्ट या शिफ्ट यानी स्थानांतरित हो गया है उदाहरण के तौर पर Lady लेडी शब्द को देखते हैं यह मुख्य रूप से 2 शब्दों से आया है एक half हाफ है जिसका अर्थ bread ब्रेड भी होता है दूसरा है dighe जिसका अर्थ है Kneader नीडर होता है तो जिसका काम bread knead ब्रेड नीड करना रोटी सेकना है उसे Lady कहते थे लेकिन अब देखिए कि Semantic Drift सेमांटिक ड्रिफ्ट कैसे हुआ है अब Lady का मतलब है वह स्त्री जो किसी संभ्रांत समाज या अभिजात वर्ग के परिवार से संबंधित है और अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है Lady अब खुद को Bread Kneaders के रूप में नहीं देखती हैं बल्कि इस शब्द का अर्थ ऊंचा किया गया है शिक्षित कुलीन परिवारों की महिलाओं को लेडी कहा जाता है तो शब्दों के अर्थ में आए इसी बदलाव को Semantic Drift सेमांटिक ड्रिफ्ट या Semantic shift सेमांटिक शिफ्ट जो लेडी केवल Bread Kneading करती थी अब Boardroom Discussion बोर्डरूम डिस्कशन में शामिल होती है यही है Semantic Drift अब शब्दों को बदलने की अंतिम प्रक्रिया की चर्चा करते हैं जिसे Reversals रिवर्सल कहते हैं Reversals मैं दो अलग अलग शब्द होते हैं जिसका एक रूप पुराने समय में प्रयुक्त होता था और दूसरा रूप आज के दौर में प्रयोग किया जाता है Square Deal स्क्वेयर डिल एक शब्द है इसका उपयोग 1930 और 40 के दशक में किया गया था लेकिन 1950 में इस शब्द को Square One स्क्वेयर वन में Reverse रिवर्स कर दिया गया मूल रूप से इसका अर्थ same ही है लेकिन शब्द का रूप बदल गया है इसे पहले Square Deal कहते थे और अब इसे Square One कहां जाता है तो यह थे किसी शब्द के अर्थ को बदलने के कुछ उदाहरण पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कैसे नए शब्दों को Introduce इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस slide में हमने देखा कि कैसे शब्दों के अर्थ बदले जाते हैं अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे विभिन्न processes प्रक्रियाओं के द्वारा आप वास्तव में नए शब्द create बनाते करते हैं और यह भी कि आप मौजूदा शब्दों को कैसे बदलते हैं तो दो अलग अलग प्रोसेसेस है जिनके द्वारा शब्द बनते हैं इसे हम Word Formation Rules वर्ड फॉरमेशन रूल्स कहते हैं शब्दों को दो अलग अलग Nouns संज्ञाओ को जोड़कर बनाया जा सकता है यह भी एक फार्मूला है जैसे कि आपके पास Noun plus Noun है तो Landlord जैसे शब्द create होंगे Land और lord लैंड और लॉर्ड दोनों Nouns हैं एक और Word Derivation Rule वर्ल्ड डेरिवेशन रूल है जिसमें Adjective plus Noun एडजेक्टिव प्लस नाउन विशेषण प्लस संज्ञा होते हैं जैसे कि High है Adjective और Chair है Noun तो High Chair हाय चेयर Adjective plus Noun word बनता है अगला उदाहरण है Overdose ओवरडोज अब फार्मूला बनता है Preposition Plus Noun प्रपोजिशन क्लास नाउन Over है Preposition और Dose है Noun अगला फार्मूला है Verb Plus Noun उदाहरण Go karting गो कार्टिंग जब आप कहते हैं Go Kart गो कार्ट Go क्रिया है और Kart संज्ञा है फिर अगला फार्मूला है Adjective Plus Adjective विशेषण प्लस विशेषणहै जैसे कि Redhot रेड हॉट शब्द वाक्य के रूप में आप कह सकते हैं कि Oh that is a redhot show ओह डेट इज अ रेड हॉट शो Redhot का अर्थ है Attractive और Smart अट्रैक्टिव और स्मार्ट Red और Hot दोनों शब्द विशेषण है अगला फार्मूला है Noun Plus Adjective संज्ञा प्लस विशेषण उदाहरण है SkyBlue स्काई ब्लू यहां Sky Noun संज्ञा है और Blue Adjective विशेषण है अंत में Derivational Rule डेरिवेशनल रूल की बात करते हैं यह भी एक Word Formation Rule वर्ड फॉरमेशन रूल है जिसमें Preposition Plus Verb प्रपोजिशन प्लस वर्ब होता है उदाहरण है Oversee ओवर सी Over है Preposition और See है Verb यह विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा आप नए शब्द बना सकते हैं जब आप नए शब्द बनाते हैं तो दो प्रकार होते हैं या तो Complex Words कांप्लेक्स वर्ड्स होते है या Compound Words कंपाउंड वर्ड्स होते है जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं Complex Word एक Free Morpheme फ्री मोरफिमहोता है और एक Bound Morpheme बाउंड मोरफिम जबकि Compound Words कंपाउंड वर्ड्स दो Free Morphemes फ्री मोरफिम से बनते हैं इन सभी शब्दों पर ध्यान दे landlord लैंडलॉर्ड highchair हाय चेयर overdose ओवरडोज go kart गो कार्ट red hot रेड हॉट sky blue स्काई ब्लू और oversee ओवरसी इन सभी में Free Morphemes प्रयुक्त हुए हैं और यह सभी Compound Words है लेकिन मेरा आपके लिए प्रश्न है कि क्या आपको लगता है Compound Words केवल 2 शब्दों तक ही सीमित है या उससे अधिक हो सकते हैं आप इस बारे में सोचें यह आपको Assignment असाइनमेंट के तौर पर भी मिल सकता है मेरा आपको दूसरा सवाल है कि आप इस बारे में भी सोचे या पता करें कि क्या कोई ऐसा शब्द है जिसका कोई Head हेड नहीं है हम कहते हैं कि चाहे Complex Word हो या Compound Word उसका एक Head Word हेडवर्ड होना चाहिए इस Head word को शब्द का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है उदाहरण लेते हैं Teacher तो टीचर शब्द का भी एक हेडवर्ड होना चाहिए क्या आप बता सकते हैं कि इसका हेडवर्ड क्या है इसका Head word है Teach टीच और 'er' morpheme है दूसरा उदाहरण लेते हैं Landlord तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा शब्द Head हेड है और कौन सा शब्द tail टेल है इसी तरह High chair हाई चेयर में भी कौन सा शब्द Head है और कौन सा शब्द tail होगा High chair के उदाहरण में Chair है head word फिर चाहे chair high हो या low Tall हो या short Head word Chair होगा इसी तरह Landlord शब्द में किसका लॉर्ड Lord of the Land तो Lord Head word है प्रधान शब्द है Overdose मैं dose head word है go kart में पता लगाना थोड़ा मुश्किलTricky है कि कौन साhead है और कौन सा head नहीं है इसी तरहRedhot रेड हॉट में भी कौन सा head word है यह समझना थोड़ा मुश्किल है मैं चाहती हूं कि आप इन प्रश्नों को याद रखें और उनके बारे में सोचे ना केवल अंग्रेजी के संदर्भ से बल्कि अपने first language प्रथम भाषा के संदर्भ में भी सोचे मेरे दो सवाल है पहला क्या आपको लगता है कि compound words केवल 2 शब्दों से ही बनते हैं या आप इससे अधिक शब्द भी जोड़ सकते हैं दूसरा क्या आपको लगता है कि सभी compound words में एक Head होगा ही या ऐसे उदाहरण भी है जहां compound words में कोई Heads नहीं होते हैं इसके बारे में सोचेंऔर हम फिर मिलेंगे Morphology के अगले Session मेंधन्यवाद